हमारे पिछले दो सत्रों में हम सीवीपी या बीईपी विश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे थे मुझे आशा है कि आप सीवीपी से संबंधित परिवर्तनीय लागत निश्चित लागत फिर योगदान मार्जिन और फिर बीईपी की गणना के बारे में बुनियादी अवधारणाओं को समझ चुके हैं पीवी अनुपात क्या है इस पर हमारी नज़र रहेगी क्योंकि यह किसी भी व्यवसाय के लिए किसी भी उत्पाद के लिए या किसी विशेष योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण गणना है तो यह राजस्व के प्रतिशत के रूप में लाभ मार्जिन या योगदान मार्जिन के बीच का संबंध है इसलिए हम बिक्री मूल्य को परिवर्तनीय लागत से संबंधित करते हैं हमें योगदान मार्जिन मिलता है और हम इसे बिक्री मूल्य से विभाजित करते हैं तो हम इसे प्रतिशत के रूप में जानते हैं मान लीजिए कि आप की बिक्री 10 लाख है तो सकल मार्जिन क्या है या योगदान मार्जिन क्या है जो आप अर्जित कर रहे हैं वह पीवी अनुपात है यदि बिक्री 10 लाख से 11 लाख तक जाती है तो अतिरिक्त 1 लाख बिक्री पर अतिरिक्त लाभ क्या है जो आप अर्जित करेंगे यह आपको पीवी अनुपात या योगदान मार्जिन अनुपात से मिलेगा अब गणना इस तरह की जाती है मूल सूत्र था लाभ बिक्री कुल लागत लेकिन हम कुल लागत को चर और निश्चित में विभाजित करते हैं और योगदान मार्जिन राजस्व और परिवर्तनीय लागतों के बीच तुलना है लाभ की गणना करने के लिए अब बिक्री माइनस परिवर्तनीय लागत इससे आपको योगदान मिलता है लाभ जानने के लिए योगदान से हम निश्चित लागत घटा सकते हैं अब ऊपरी भाग जो बिक्री से मिले हैं परिवर्तनीय लागत और योगदान प्रति इकाई के आधार पर परिवर्तित किए जा सकते हैं क्योंकि ये सभी तीन घटक इकाइयों की संख्या या गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के साथ बदलते हैं अब लाभ के लिए सूत्र कुछ इस तरह है अब S माइनस V गुना Q माइनस एफसी लाभ है या आप इसका उपयोग Q की गणना के लिए कर सकते हैं जो एक निश्चित स्तर के लाभ के लिए अनुमानित अथवा लक्षित मात्रा है अब एफसी प्लस अपेक्षित लाभ अंश में होगा भागे S माइनस वीसी है समझ रहे हैं फिर हम बीईपी विश्लेषण पर भी चर्चा करते हैं मैं इसके उपयोग वगैरह को ध्यान में रख रहा हूँ हम सूत्र पर चलेंगे अब इकाई के संदर्भ में बीईपी की गणना के लिए हमारा लक्ष्य निर्धारित लागत अर्जित करना है इसलिए निश्चित लागत अंश में रखी जाती है हम इसे प्रति इकाई योगदान द्वारा विभाजित करते हैं यदि आप इसका एक छोटा रूप बनाना चाहते हैं तो आप एफसी भागे प्रति इकाई मात्रा कह सकते हैं हमेशा ध्यान रखें कि निश्चित लागत प्रति इकाई नहीं होती है निश्चित लागत कुल की होती है एक इकाई के आधार पर निश्चित लागत होने का कोई मतलब नहीं है यह कुछ निश्चित इकाइयों से वसूल की जाने वाली कुल निर्धारित लागत है इसलिए हम इसे प्रति इकाई योगदान द्वारा विभाजित करते हैं ताकि हम यह जान सकें कि निर्धारित लागत के उस हिस्से को वसूलने के लिए आपको कितनी इकाइयों को बेचने की आवश्यकता है जो कि एक सम हम विच्छेद के अलावा कुछ भी नहीं है अब कई बार योगदान की प्रति इकाई का डेटा होना मुश्किल है इसलिए प्रति इकाई योगदान के बजाय हम इसे पीवी अनुपात सूत्र से विभाजित करते हैं अब पीवी अनुपात का सूत्र क्या है यह योगदान भागे बिक्री है इसलिए एक प्रतिशत के रूप में जो हमारा मार्जिन है वह हमारा पीवी अनुपात है हम बिक्री मूल्य में बीईपी प्राप्त करने के लिए पीवी अनुपात द्वारा निश्चित लागत को विभाजित करते हैं अब यह सीवीपी है लागत मात्रा लाभ ग्राफ इसे सम विच्छेद ग्राफ भी कहा जाता है इसे ध्यान से देखें यह बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि सभी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएंगी यदि आप इसे कुछ सेकंड के लिए देखते हैं समझ रहे हैं तो आपको निश्चित लागत मिली है जो कि एक क्षैतिज रेखा है जो 0 से शुरू नहीं होती है एक निश्चित मात्रा से इस उदाहरण में लगभग 1 लाख से शुरू होती है तब वहां से स्वयं एक रेखा निकलती है जो कुल लागत रेखा होती है क्योंकि कुल लागत कभी 0 नहीं होती है यह 0 इकाई पर 0 होती है और निश्चित लागत के बराबर होती है और फिर यह धीरे धीरे उस अनुपात में बढ़ती जाती है जिसमें परिवर्तनीय लागतबढ़ रही है फिर यह लाल रेखा यह कुल बिक्री के रूप में जानी जाती है जिसे कभी कभी टीआर या कुल राजस्व रेखा कहा जाता है यह 0 से शुरू होती है और यह एक विशेष बिंदु पर जाती है यह टीसी या कुल लागत रेखा को पार करती है यह बिंदु और कुछ भी नहीं है बल्कि सम विच्छेद बिंदु है क्योंकि इस बिंदु पर आप अपनी सभी लागतों को कवर करने और अपनी लागत से अधिक राजस्व अर्जित करने में सक्षम होते हैं हर कंपनी हमेशा बिक्री के इस स्तर से ऊपर होना चाहती है इस स्तर से नीचे को नुकसान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि अब आपकी लागत बिक्री से अधिक है इस स्तर से ऊपर आपकी बिक्री लागत से अधिक है तो आप लाभ क्षेत्र में हैं एक बार जब आप सम विच्छेद को पार कर लेते हैं तो आपके द्वारा अर्जित किया गया हर अतिरिक्त योगदान आपका लाभ बन जाता है क्योंकि अब निश्चित लागते कवर होती हैं इसलिए जैसे ही इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई लाभ क्षेत्र बढ़ता और बढ़ता जा सकता है लेकिन नुकसान का क्षेत्र वास्तव में सीमित होता है 0 बिंदु पर अधिकतम नुकसान निश्चित लागत के बराबर होता है क्योंकि निश्चित लागत वे लागतें हैं जिन्हें हम बिक्री ना होने के बावजूद भी खर्च करते हैं इसलिए 0 पर आपने अपनी सभी निश्चित लागतों को खर्च कर दिया है और राजस्व 0 है इसलिए निश्चित लागत अधिकतम नुकसान होता है वहां से नुकसान घटता चला जाता है सम विच्छेद बिंदु पर यह 0 पर आता है और इससे ऊपर आपको लाभ मिला है यही कारण है कि बीईपी अधिकांश कंपनियों या कार्यशाला के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण गणना है क्योंकि कम से कम वे सम विच्छेद पाना चाहते हैं समझ रहे हैं तब हमने एक उदाहरण पर चर्चा की थी अब इससे लेकर या हम एक और अवधारणा लेंगे अथवा हम चर्चा करेंगे मुझे आशा है कि आपको यह उदाहरण याद होगा अब मान लीजिए कि इस उदाहरण पर एक बार फिर से नज़र डालते हैं उनकी अनुमानित बिक्री १२००० बाइक के रूप में दी गई थी जिस स्तर पर उन्होंने ५ लाख का लाभ कमाया था अब इन पर आधारित एक अवधारणा है जिसे एम ओ एस या सुरक्षा का मार्जिन कहा जाता है हम जानते हैं कि १२००० इकाइयों पर कंपनी सम विच्छेद बिंदु से ऊपर है यह कितना ऊपर है यह सुरक्षा के मार्जिन के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए हमने 11400 पर इकाइयों पर सम विच्छेद बिंदु की गणना की थी अनुमानित बिक्री 12000 है इसका मतलब है कि 12 माइनस 11400 600 बाइक सम विच्छेद से ज्यादा जो इकाइयों में सुरक्षा का मार्जिन कहलाता है इसकी बिक्री के संदर्भ में भी गणना की जा सकती है या प्रतिशत के रूप में इसकी गणना की जा सकती है तो आप 12000 यूनिट बेचने में सक्षम हैं इसका मतलब है आपके पास 600 का मार्जिन है इसलिए 600 भागे 12000 ऐसे एमओएस की गणना प्रतिशत के रूप में की जाती है मैं अभी आपको सूत्र दिखाऊंगा समझ रहे हैं सुरक्षा का मार्जिन वास्तविक बिक्री सम विच्छेद बिक्री सम विच्छेद बिक्री या तो आप इसे इकाइयों में कर सकते हैं या आप इसे रुपये में कर सकते हैं इसे दिखाने का एक अन्य तरीका प्रतिशत के रूप में एमओएस है सुरक्षा का मार्जिन बिक्री बस ध्यान रखें कि इसे बीईपी द्वारा विभाजित न करें कुछ छात्र गलती करते हैं कि वे एमओएस की गणना करते हैं इसे बीईपी द्वारा विभाजित करते हैं जो आपको वही उत्तर देगा लेकिन यह एक प्रतिशत के रूप में सुरक्षा का एक मार्जिन नहीं है समझ रहे हैं अब यह बिक्री के मौजूदा स्तर पर व्यापार के लिए उपलब्ध सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि हर कोई नुकसान से बचना चाहता है तो नुकसान से बचने के लिए आप बिक्री के कुछ निश्चित स्तर से ऊपर हैं आप कितना ऊपर हैं वह सुरक्षा का मार्जिन है अब एक सरल उदाहरण करने की कोशिश करते हैं इसलिए प्रभा देवी आर्नामेंट्स उनके पास ५००० इकाइयों की बिक्री है बिक्री मूल्य ५० है परिवर्तनीय लागत ३० है निर्धारित लागत ३५००० है अब बीईपी की मात्रा राशि के साथ साथ एमओएस की एक प्रतिशत के रूप में गणना करें तो यह गणना कीजिए तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे सबसे पहले आपको 50 और 30 की तुलना करनी होगी क्योंकि यह एक प्राथमिक लाभ है जो आप कमा रहे हैं 50 माइनस 30 के रूप में क्या जाना जाता है मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि इसे प्रति इकाई योगदान कहा जाता है इसलिए शुरुआत में एक गणना जो आप करेंगे वह प्रति इकाई अंशदान की गणना है तो आपके द्वारा बेची जाने वाली एक इकाई आपको 20 रुपये देती है आपको न्यूनतम कितना अर्जित करना है न्यूनतम आपको अपने 35000 को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए कमाना होगा क्योंकि यह आपकी निश्चित लागत है तो 35000 भागे 20 बीईपी की मात्रा है आप इसे 50 से गुणा करके या आप इस 35000 को पीवी अनुपात से विभाजित करके मात्रा को राशि में परिवर्तित कर सकते हैं तो पीवी अनुपात कितना है 50 माइनस 30 20 का योगदान भागे 50 20 को 50 से विभाजित करना है तो 40 प्रतिशत पीवी अनुपात है अब यदि आप निर्धारित लागत को 40 प्रतिशत से विभाजित करते हैं तो आपको बीईपी राशि मिलेगी अब मात्रा और राशि की गणना कर लेने के बाद एम ओ एस की गणना के लिए जाते हैं मैं आपको गणनाएं दिखाऊंगा मुझे आशा है कि आपको यह स्पष्ट है कि 35000 भागे 20 इसका मतलब है कि 1750 इकाइयां सम विच्छेद बिंदु हैं 35000 की वसूली के लिए आपको 1750 इकाइयां बेचने की जरूरत है अब बिक्री मूल्य के संदर्भ में आपको पहले पीवी अनुपात की गणना करनी होगी जो 20 भागे 50 है इसका मतलब है 40 प्रतिशत 35000 भागे 40 आपको 87500 रुपये देता है जो रुपये के संदर्भ में बीईपी है इसलिए पहली दो गणनाएं हमने कर ली है अब अगला एमओएस है उन्होंने 5000 की बिक्री दी है इसलिए एमओएस प्रतिशत की गणना करें अब 5000 उनकी बिक्री का स्तर है और जो आपको चाहिए वह केवल 1750 है इसलिए 5000 से 1750 के बीच का अंतर उनका एमओएस है और फिर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें इसलिए सुरक्षा का मार्जिन 5000 माइनस 1750 को उनकी वर्तमान बिक्री से विभाजित करने पर जो कि 5000 है तो आपको 65 प्रतिशत मिलता है इसका मतलब यह है कि यदि उनकी 5000 की बिक्री 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत 40 प्रतिशत से गिरती है तो भी वे अभी भी घाटे में नहीं हैं उन्हें चिंता करनी होगी क्योंकि बिक्री गिर रही है लेकिन यह 65 प्रतिशत तक जा सकती है इससे पहले वे घाटे में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास 65 प्रतिशत सुरक्षा का मार्जिन है क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है तो ये सरल उदाहरण थे अब हम उन मामलों पर जाते हैं जो आपके साथ साझा किए गए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको प्रिंटआउट मिल गए होंगे यदि नहीं तो कृपया प्रिंटआउट लें तो आप इस वीडियो को यहां रोक सकते हैं प्रिंटआउट ले और हम उन मामलों को एक साथ हल करने का प्रयास करते हैं तो के पास साझा किए गए पांच मामले हैं हमें एक एक करके जाना है आइए हम गणेश जी के साथ शुरू करते हैं तो गणेश लिमिटेड ब्रांड ए बी और सी के तीन उत्पाद बेच रहा है और ये उनकी लागत संरचनाओं का विवरण हैं तो आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री श्रम और परिवर्तनीय ओवरहेड्स जो उत्पाद ए के लिए 8 8 9 है उसका बिक्री मूल्य 35 है उसी तरह बी और सी के लिए भी मासिक निश्चित लागत 480000 है अब उन्होंने 2 महीने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री की मात्रा दी है तो जुलाई के दो बिक्री मिश्रण दिए हुए हैं यह 20 20 और 20000 ए बी और सी के लिए हैं और अगस्त के लिए यह कुछ अलग है अब हमें दो काम करने होंगे पहला मासिक मुनाफा खोजना होगा इसलिए जुलाई और अगस्त दोनों महीनों के लिए कंपनी के मुनाफे की गणना करें और अगर आपकी गणना बताती है कि कम मात्रा के महीने में अधिक लाभ कमाया जाता है तो कृपया उसका औचित्य सिद्ध करें तो सोचें कि यह क्यों संभव है क्या यह संभव है कम बिक्री और अधिक मुनाफा और दूसरा भाग बी में अगर प्रत्येक महीने के बिक्री मिश्रण को दो बिक्री मिश्रणों के रूप में माना जाता है मान लीजिए मिश्रण X 1 और मिश्रण X 2 तो प्रत्येक मिश्रण के लिए सम विच्छेद बिंदु की गणना करें और आप दोनों में से कौन से मिश्रण की सिफारिश करते हैं इसलिए इन दो महीनों को दो बिक्री योजनाओं के रूप में माना जाता है और फिर हमें गणना करनी होगी कि आप किस योजना की अनुशंसा करते हैं ठीक है मुझे आशा है कि आप इसे समझ रहे हैं तो अब आप कैसे आगे बढ़ेंगे जरा सोचिए मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश अब यह जानते हैं कि पहला कदम प्रति इकाई योगदान की गणना करना है हम बिक्री मूल्य जानते हैं हम परिवर्तनशील लागत को जानते हैं इसलिए योगदान की गणना करें योगदान के आधार पर आप तीनों उत्पादों के लिए पीवी अनुपात की गणना भी कर सकते हैं अब आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में कितनी इकाइयाँ बिकती हैं इसलिए प्रति इकाई योगदान आपको जुलाई और अगस्त के लिए अलग अलग कुल योगदान देगा उसमें से निश्चित लागत को घटाते हैं योगदान माइनस निश्चित लागत आपको उस हिस्से में उचित जानकारी देता है जिसके लिए हमें मासिक लाभ की गणना करने को कहा गया है इसलिए यह पहली चीज है जो आप करते हैं और फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस महीने में अधिक लाभ हुआ है आप यह देख सकते हैं कि जुलाई के महीने में उनकी कुल बिक्री 20 प्लस 20 प्लस 20 मतलब 60000 है और अगस्त के महीने में उनकी बिक्री में थोड़ी गिरावट आई है तो आइए देखें कि कौन सा महीना आपको अधिक लाभ देता है इसलिए मैं इसे एक्सेल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप इसे अपनी नोट बुक में करने की कोशिश कीजिए ये 3 महीने हैं सबसे पहले योगदान का एक विवरण बनाएं और फिर पीवी अनुपात के लिए तो कृपया चार कॉलम विवरण ए बी सी बनाएं हम बिक्री मूल्य के साथ शुरू करते हैं जो कि 36 55 और 58 है उन तीन उत्पादों में से प्रत्येक के लिए प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत को घटाए मुझे आशा है कि आप इसे मेरे साथ कर रहे हैं तो कृपया चर लागत के तत्वों को लिखें जो डीएम डीएल और चर ओवरहेड्स है जो हमें प्रति इकाई चर लागत देता है तो आपको 8 8 और 9 मिल गए इसलिए इन आंकड़ों को यहां लें ठीक है आप इसे समझ रहे हैं तो 8 प्लस 8 प्लस 9 का मतलब है कि प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत 25 है विक्रय मूल्य 36 है परिवर्तनीय लागत 25 है इसलिए प्रति इकाई योगदान 11 है इसलिए एक इकाई से कंपनी 11 का योगदान मार्जिन बनाने में सक्षम है और प्रतिशत के रूप में यह 0306 है तो 11 भागे 36 आपको वह अनुपात देगा जिसे पीवी अनुपात के रूप में जाना जाता है अब उसी तरीके से उत्पाद B के लिए डेटा लें जो 14 8 और 20 है कृपया चर लागत कुल परिवर्तनीय लागत योगदान और पीवी अनुपात की गणना करें तो आपको कितना मिला है क्या आपको 12 का योगदान मिल रहा है बस समाधान पर एक नज़र डालिएपरिवर्तनीय लागत 42 है 54 माइनस 42 का अर्थ है बारह रुपये का योगदान है और पीवी अनुपात 022 है समझ गए अब इसे उत्पाद सी के लिए करें मुझे लगता है कि मुझे समाधान दिखाने की आवश्यकता नहीं है आप इसे सी के लिए कर सकते हैं क्या आपको 4 रुपये का योगदान मिल रहा है और 006 पीवी अनुपात है कृपया ध्यान रखें कि सीमांत लागत के सीवीपी विश्लेषण में प्रति इकाई योगदान की गणना सर्वप्रथम की जाएगी कभी कभी आप इकाई के लिए जाते हैं यदि आप नहीं जाते हैं कि आप उस प्रकार की इकाइयों के लिए या गतिविधि की लाइन के लिए पीवी अनुपात की गणना करते हैं वह क्या मार्जिन है जिसे कंपनियां अर्जित करने में सक्षम हैं यह गणना एक प्रारंभिक बिंदु है यह पहली अनिवार्य गणना है अब इसके आधार पर हम मासिक लाभ की गणना करते हैं तो कृपया जुलाई के लिए अब एक लाभप्रदता विवरण तैयार करें हम विक्रय मूल्य जानते हैं हम इकाइयों की संख्या जानते हैं तो आप आसानी से बिक्री की गणना कर सकते हैं आप योगदान चार्ट से प्रति इकाई योगदान भी जानते हैं उन आंकड़ों को लागू करें और जुलाई के महीने के लिए कुल लाभ बनाने वाले तीन उत्पादों में से प्रत्येक से लाभ की गणना करें क्या आप इसे करने में सक्षम हैं तो 11 प्रति इकाई लाभ या योगदान है उसे 20000 से गुणा करने पर मतलब है कि 2 लाख क्षमा करें 20 हाँ 220000 योगदान आता है अब निश्चित लागत में कटौती का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप ए के लिए अलग से निश्चित लागत नहीं जानते हैं लेकिन यदि आप इसे पूरी कंपनी के लिए पूरा करते हैं तो यहां 220 ए के लिए बी के लिए 440 और सी के लिए 80000 का मतलब है कि एक पूरी कंपनी के रूप में वे 2960000 की बिक्री से 540000 का योगदान अर्जित करने में सक्षम हैं इस कटौती से 480000 की निश्चित लागत घटा दीजिए अब 540 माइनस 480 आपको 60000 का लाभ मिलता है क्या आप इसे समझ रहे हैं ठीक है मुझे आशा है कि आपने जुलाई के लिए लाभ की गणना की है अब उसी प्रक्रिया को जारी रखें अगस्त के लिए लाभप्रदता की गणना करें फिर से आपको विक्रय मूल्य और योगदान पता है वास्तव में आपको कुल बिक्री की गणना करने की आवश्यकता नहीं है वे ज्यादा भूमिका नहीं निभाते हैं हम वास्तव में जो चाहते हैं उसे कुल योगदान कहा जाता है और इसे निश्चित लागत से घटा दिया जाता है निश्चित लागत में बदलाव नहीं होता है इसलिए जो वास्तव में लाभ को बदलने जा रहा है वह अगस्त के महीने में अर्जित योगदान है इसलिए कृपया 11 प्रति इकाई के हिसाब से 35000 इकाइयों के योगदान की गणना करें इसलिए ए के लिए 385000 बी के लिए 192 और सी के लिए 20000 इसलिए कुल 597 है तो आप तुलना कर सकते हैं जुलाई के महीने में यह 540 था अब योगदान बढ़कर 597 हो गया है 480 की निश्चित लागत घटा दीजिए आप देख सकते हैं कि लाभ अब 117000 है इसलिए सवाल का पहला हिस्सा था कि एक मासिक लाभप्रदता का विवरण बनाइए और जुलाई और अगस्त के लाभ की गणना करना कीजिए सभी इसे करने में सक्षम हैं अब आपको आश्चर्य होगा कि लाभ लगभग 60000 से 119 हो गया है लेकिन इकाइयों की संख्या 60000 से 56000 हो गई है लेकिन लाभ दोगुना हो गया है यह जादू कैसे संभव था यह जादू संभव था क्योंकि उन्होंने बिक्री मिश्रण को बदल दिया है पहले का बिक्री मिश्रण ए बी सी के बीच एक एक एक के अनुपात में था अब उन्होंने ए पर बहुत अधिक जोर दिया है यह 35000 16000 से 5000 तक है और वे लाभ को दोगुना करने के लिए उपलब्ध थे प्रश्न मासिक लाभ निकालने का था और यदि आपकी गणना उच्च लाभ लाती है तो कृपया निष्कर्षों का औचित्य सिद्ध करना था तो आप इसे कैसे उचित ठहरा सकते हैं क्या आप अगस्त में अधिक मुनाफे के लिए कोई तर्क दे सकते हैं हां इसका कारण अगस्त महीने में बेहतर बिक्री मिश्रण है यह बिक्री मिश्रण जुलाई के बिक्री मिश्रण से बेहतर क्यों है क्योंकि यदि आप तीन उत्पादों की तुलना करते हैं तो उत्पाद A B या C से बहुत बेहतर है और उन्होंने A की बिक्री में वृद्धि की है जबकि C की बिक्री में कटौती की है इस प्रकार उन्होंने अपना योगदान बढ़ाया है निश्चित लागत वैसे भी बदलती नहीं है जो 480 है इसलिए कोई भी वृद्धिशील योगदान सीधे लाभ में जाता है इसलिए वे अपने लाभ को लगभग दोगुना कर सके थे क्या आप इसे समझ रहे हैं इसलिए अगली बार हम प्रश्न के दूसरे भाग के साथ जारी रखेंगे नमस्ते धन्यवाद